अब तक हमने आईओटी के बारे में विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक्स और अलग अलग टेक्नॉलॉजी के बारे में समझा है कि कैसे आइओटी का निर्माण अलग अलग टेक्नॉलॉजी का उपयोग करके किया जाता है जिसे हम पहले ही अलग अलग लेक्चर में देख चुके हैं इसलिए अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि संपूर्ण IoT सिस्टम में सेंसर एक्ट्यूएटर और अन्य विभिन्न संचार उपकरण जैसे वाई फाई 3 जी 4 जी और इसी तरह से हमारे पास मोबाइल डिवाइस हैं तो ये सभी IoT दुनिया में डेटा के विशाल निर्माता हैं तो IoT भारी डेटा गहन है तो IoT कार्यान्वयन और IoT परिनियोजन में बहुत अधिक डेटा उत्पन्न होता है इसलिए इन आंकड़ों को ठीक से संभाला जाना चाहिए और नंबर 2 डेटा से जानकारी बाहर निकालने के लिए उनका विश्लेषण करना होगा इसलिए जहां कभी भी IoT समाधानों को तैनात किया जाता है चीजों को अधिक कुशल बनाया जा सकता है उन समस्याओं को हल किया जा सकता है और बहुत अधिक कुशलता से संबोधित किया जा सकता है तो यह डेटा एनालिटिक्स की आवश्यकता है इसलिए इस व्याख्यान में 2 चीजों पर चर्चा की जा रही है एक डेटा हैंडलिंग और नंबर दो कि डेटा को कैसे संभालना है जो डेटा उत्पन्न होता है और प्राप्त होता है और इसे सर्वर पर या तो केंद्रीकृत तरीके से एकत्र किया जा सकता है या इसे वितरित किया जा सकता है डेटा एक वितरित फैशन में एकत्र किया जा सकता है ताकि चीजों को बेहतर बनाने के लिए उस डेटा से जानकारी निकाल कर उनका विश्लेषण करना होगा तो यह वही है जिसे हम देखने जा रहे हैं तो क्या जटिलता हैं जो इस चीज से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो यह वही है जिसे हमें समझना है और इसी पर हम इस विशेष व्याख्यान में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो इसे डेटा हैंडलिंग और एनालिटिक्स 2 भागों में विभाजित किया गया है हालाँकि इन दोनों व्याख्यानों में हम क्या करने जा रहे हैं हम केवल अपने आप को प्रेरित करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह चीजों के इंटरनेट पर एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम है यहाँ हम विभिन्न तरीकों के बारे में समझने वाले नहीं हैं डेटा की हैंडलिंग कैसे करें या उस डेटा का विश्लेषण कैसे करें जिसे हम विस्तार से समझने नहीं जा रहे हैं हम बस यह समझने जा रहे हैं कि उपकरण और कार्यप्रणाली क्या हैं जिनका डेटा के हैंडलिंग और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जा सकता है इसलिए हम डेटा हैंडलिंग के साथ शुरू करते हैं जो मूल रूप से यह सुनिश्चित करता है कि डेटा को ठीक से संग्रहीत किया गया है परियोजना के समापन के दौरान और बाद में एक सुरक्षित और संरक्षित तरीके से खत्म कर दिया गया है इसलिए मैं डेटा हैंडलिंग को समझने के लिए सामान्य रूप से एक परियोजना के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए यहां माना जाता है कि हम नीतियों और प्रक्रियाओं के विकास पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही गैर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डेटा को संभालना है तो IoTs क्षेत्र में अधिकांश डेटा में कुछ विशेषताएं होती हैं जो बिगडेटा की विशेषताओं के अनुरूप होती हैं दूसरे शब्दों में हम IoT सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो बिग डेटा का उत्पादन करते हैं और जो बिग डेटा है जिसे हम बाद में समझेंगे लेकिन अब हम डेटा के रूप में केवल बिग डेटा की कल्पना करेंगे जो असाधारण रूप से विभिन्न तरीकों से बड़ा है और वे अलग अलग तरीके क्या हैं उन्हें हम बाद में देखेंगे इसलिए इन IoT उपकरणों द्वारा उत्पन्न किए गए भारी ट्रैफ़िक के कारण भारी मात्रा में डेटा होता है जो विभिन्न सेंसरों द्वारा बनाया जाता है और विभिन्न अन्य IoT उपकरणों के द्वारा भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है और यह डेटा आकार में बड़ा होता है और नेटवर्क के माध्यम से लगातार डेटा प्रवाह होता है इसलिए उदाहरण के लिए नेटवर्क में अगर एक कैमरा है जो फिट है तो वह कैमरा मूल रूप से लगातार बहुत सारे डेटा की स्ट्रीम करता है इसलिए जब एक विशेष घंटे में कैमरा बिग किया जाता है तो यह ऐसा है जो आकार में बहुत बड़ा है और हम केवल एक या 2 घंटे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम कई दिनों में बहुत सारे डेटा एकत्र करने के बारे में बात कर रहे हैं और महीने और साल और इसी तरह तो पहले नंबर पर उस डेटा को संग्रहीत और फिर उस डेटा का विश्लेषण करना होगा और फिर आप कैसे उस डेटा को संभालेंगे उसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि आप उस विशेष डेटा को कैसे खत्म करने जा रहे हैं इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा जब हम योजना बना रहे हैं या हम एक IoT सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो मैं आपको बिग डेटा के बारे में बता रहा था बड़े डेटा अलग हैं बिग डेटा की अलग अलग परिभाषाएं हैं तो इन परिभाषाओं में से एक का कहना है कि बिग डेटा प्रौद्योगिकियां नई पीढ़ी की तकनीकों और आर्किटेक्चर का वर्णन करती हैं जो उच्च वेग डेटा के विश्लेषण को सक्षम करके बहुत अधिक मात्रा में डेटा के बहुत बड़े संस्करणों से कम कीमत में निष्कर्ष निकालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं तो बिग डेटा का मतलब यह होगा कि जिस डेटा का वॉल्यूम अधिग्रहण गति या डेटा प्रतिनिधित्व प्रभावी विश्लेषण करने के लिए पारंपरिक रिलेशनल विधियों का उपयोग करने की क्षमता को सीमित करता है या डेटा जो महत्वपूर्ण क्षैतिज ज़ूम प्रौद्योगिकियों के साथ प्रभावी ढंग से संसाधित हो सकता है तो इसका क्या मतलब है आप जानते हैं कि इन सभी रोचक शब्दों का इस्तेमाल इन परिभाषाओं में किया गया है तो इसका क्या मतलब है दो चीजें है डेटा जो उत्पन्न होता है जो आकार में विशाल है जो बड़ी वेग में बहता है और बड़ी वेग में फैलता है वास्तविक समय में इसे संभालना पड़ता है यह एक मुद्दा है दूसरा मुद्दा यह है कि ये डेटा आमतौर पर असंरचित होते हैं उदाहरण के लिए आप टेक्स्ट जानते हैं विशाल टेक्स्ट फेसबुक डेटा ट्विटर डेटा आप इन सभी सामाजिक नेटवर्क डेटा या डेटा जो टेलीस्कोप से उत्पन्न होते हैं टेलीस्कोप जो आकाश की निगरानी करते हैं और डेटा जो यू ट्यूब पर से उत्पन्न होते हैं इसलिए इनमें ऐसी विशेषताएं हैं जो असंरचित हैं जिन्हें पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस तकनीकों का उपयोग करके संग्रहीत नहीं किया जा सकता है तो आप इस तरह के डेटा को कैसे संभालते हैं इसलिए बिग डेटा में यह एक बड़ी चिंता है इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए इसलिए आप जानते हैं कि हम केवल इस बात से चिंतित नहीं हो सकते हैं कि नेटवर्क की तैनाती कैसे हो साथ ही इस बात की परवाह भी होगी कि इस नेटवर्क से डेटा उत्पादन कैसे संभाला जा सकता है इसीलिए डेटा हैंडलिंग और बिग डेटा हैंडलिंग महत्वपूर्ण है इसलिए जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि संरचित डेटा डेटा की व्यापक रूप से 2 श्रेणियां जैसे कि हम पुस्तकालय सूचना प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं छात्र सूचना प्रणाली लेखांकन सूचना प्रणाली ये संरचित डेटा के अच्छे उदाहरण हैं तो इन डेटा को आसानी से व्यवस्थित किया जाता है उन्हें रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल टेबल में संग्रहीत किया जा सकता है आप इन डेटा पर अलग अलग क्वेरी कर सकते हैं जो टेबल में संग्रहीत हैं और हालाँकि इस प्रकार के संरचित डेटा आज दुनिया में उपलब्ध कुल डेटा का केवल बीस प्रतिशत हैं और निश्चित रूप से यह IoT सिस्टम में बहुत कम मात्रा में डेटा है तो IoT सिस्टम ज्यादातर असंरचित डेटा का उत्पादन करता है जिसे संबंधपरक तालिकाओं के रूप में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है इसलिए डेटा के भंडारण के लिए किसी भी पूर्व निर्धारित रिलेशनल मॉडल का पालन नहीं किया जाता है पारंपरिक आरडीबीएम तकनीक बेकार हैं और ये डेटा जो आकार में बहुत विशाल हैं वे अधिकांश डेटा 80 प्रतिशत से अधिक हैं आज दुनिया में उपलब्ध कुल डेटा असंरचित रूप में हैं टेक्स्ट फ़ील्ड वीडियो ऑडियो भाषण यू ट्यूब डेटा जिसे आप टेलिस्कोप डेटा से जानते हैं ये सभी असंरचित डेटा के अच्छे उदाहरण हैं यहां तक कि अधिकांश IoT उपकरणों से उत्पन्न डेटा असंरचित सेंसर डेटा हैं कैमरे असंरचित डेटा का उत्पादन करते हैं तो आप इन डेटा को कैसे संभालते हैं इसलिए बड़े डेटा की इनमें से कुछ विशेषताएँ पहले 3 V से शुरू हुईं और फिर 5 V की परिभाषा में आ गईं और अब लोग 7 V के बड़े डेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बनाम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 वी 3 वेग संख्या संख्या 4 परिवर्तनशीलता संख्या 5 सत्यता संख्या 6 दृश्य और संख्या 7 मूल्य है तो ये बिग डेटा की फीस के रूप में 7 अलग अलग विशेषताएं हैं तो आइए हम उनमें से प्रत्येक को एक एक करके देखें तो मात्रा इसलिए बिग डेटा को बड़ी मात्रा में डेटा के साथ चित्रित किया जाता है और जो डेटा उत्पन्न होता है उसकी मात्रा बहुत बड़ी है हम डेटा के कई टेरा बाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो छवियों के डेटा के कई टेरा बाइट्स है YouTube मूल रूप से YouTube पर हर मिनट में 72 घंटे का वीडियो अपलोड किया जाता है तो यह मात्रा के संदर्भ में विशाल डेटा की एक बड़ी राशि है तो अगर यह इतना है तो हर मिनट में होना चाहिए फिर बस कल्पना करें कि यह हर दिन कितना और एक साल में कितना होने वाला है वेग जैसा कि नाम से पता चलता है यह डेटा की उत्पादन की गति की चिंता करता है इसलिए वास्तविक समय सेवाओं का उत्पादन करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग का समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है पुराने बैच प्रोसेसिंग तकनीक डेटा के उच्च वेग को संभालने में असमर्थ है इसलिए हमें डेटा के इस उच्च वेग को संभालने के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है तो उदाहरण के लिए ये IoT डिवाइस मोबाइल फोन और सेंसर आदि से इतनी तेज़ गति पर डेटा उत्पन्न हो रहा है वेग के संबंध में औसतन एक सौ चालीस मिलियन ट्वीट प्रति दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में प्रत्येक ट्रेडिंग सत्र के दौरान व्यापार की जानकारी के लिए 1 टेरा बाइट डेटा कैप्चर होते हैं तो बस कल्पना कीजिए कि IoT दुनिया में किस गति से कितना डेटा उत्पन्न होता है विविधता उस श्रेणी को संदर्भित करती है जिसमें डेटा होता है और अधिकांश डेटा या तो असंरचित होते हैं या वे अर्ध संरचित होते हैं और उदाहरण के लिए शुद्ध टेक्स्ट डेटा चित्र ऑडियो वीडियो वेब जीपीएस फिर सेंसर डेटा एसएमएस आदि हो सकते हैं दस्तावेज़ पीडीएफ फ्लैश वगैरह वगैरह तो IoT दुनिया में एकल पाइप के माध्यम से बहने वाले डेटा की इन सभी विभिन्न किस्मों में उच्च वेग वाले डेटा की एक बड़ी मात्रा होती है जो न केवल टेक्स्ट बल्कि ऑडियो वीडियो छवियों वेब सेंसर आदि विविध प्रकार के हो सकते हैं तो सब कुछ एक साथ चल रहा है फिर हमारे पास परिवर्तनशीलता है जो डेटा से संदर्भित है जिसका अर्थ लगातार बदल रहा है जिस डेटा का अर्थ लगातार संदर्भ के आधार पर बदल रहा है भाषा प्रसंस्करण उदाहरण हो सकते हैं आप जिस भाषा को जानते हैं वह संदर्भ पर निर्भर है तो आप जानते हैं कि कभी कभी भाषा में यह संदर्भ से प्रेरित होता है तो मूल रूप से अर्थ संदर्भ हैशटैग भू स्थानिक डेटा मल्टीमीडिया सेंसर घटनाओं और इसी तरह सत्यता के साथ भिन्न होता है तो आमतौर पर उत्पन्न होने वाला IoT डेटा अत्यधिक सत्य है इसलिए उन प्रोग्रामिंग में यह महत्वपूर्ण है जिसमें स्वचालित निर्णय लेने या डेटा को एक अनपुर्वीकृत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में ट्वीट करना शामिल है सत्यापन केवल डेटा गुणवत्ता के बारे में नहीं है यह डेटा को समझने के बारे में भी है विज़ुअलाइज़ेशन में चिंता की बात है कि डेटा को कैसे चित्रात्मक रूप से या किसी विशेष रूप से आसानी से समझने योग्य प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए यह निर्णय निर्माताओं को उन विश्लेषणों को देखने में सक्षम बनाता है जो ग्राफ रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं और नए पैटर्न मूल्य की पहचान करते हैं जिसका अर्थ है कि बिखरी हुए जानकारी से उपयोगी व्यावसायिक जानकारी निकालना इसलिए डेटा ज्ञात विविधता से कितना मूल्य रखता है तो डेटा से उसमें से इसका कितना मूल्य है इसमें एक बड़ी मात्रा और विभिन्न प्रकार के डेटा शामिल हैं जिससे गुणवत्ता विश्लेषणों तक पहुंचना और वितरित करना आसान है जो सूचित निर्णय करने में सक्षम है यहाँ विभिन्न डेटा हैंडलिंग प्रौद्योगिकियां हैं जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं क्लाउड एक ऐसी ही लोकप्रिय तकनीक है क्लाउड कि कुछ आवश्यक विशेषताएं हैं मूल रूप से एनआईएसटी की परिभाषा के अनुसार मांगने पर व्यापक नेटवर्क से स्वयं सेवा द्वारा संसाधनों का दोहन तेजी से मापित सेवा द्वारा मूल्य सापेक्षता के अनुसार करना मापित सेवा का अर्थ है कि उपयोग किए जाने वाले कम्प्यूटेशनल संसाधनों की मात्रा के आधार पर इसका निर्माण तेजी से मूल्य सापेक्षता के अनुसार किया जाएगा अगर मुझे अधिक संसाधनों की आवश्यकता है तो संसाधन पूलिंग आधारित तंत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं इसलिए संसाधनों को विभिन्न भौतिक उपकरणों से अलग किया जा रहा है और ये संसाधन मेरे पास नहीं होने चाहिए इस बुनियादी ढांचे के लिए मेरे पास खुद संसाधन नहीं है लेकिन मैं फिर भी अपनी आवश्यकता के आधार पर मांग के तरीके पर इन तक पहुंच प्राप्त कर सकता हूं और मैं तदनुसार निर्माण करूँगा इसलिए इनमें से कुछ बुनियादी सेवा मॉडल हैं और जिनमें से कुछ को हम पहले ही कवर कर चुके हैं इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विस सेवा के रूप में बुनियादी ढाँचा एक प्लेटफार्म एस ए सर्विस सेवा के रूप में मंच और एक सॉफ़्टवेयर एस ए सर्विस सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर शामिल हैं तो क्लाउड इन 3 बुनियादी सेवा मॉडल IaaS PaaS और SaaS के साथ है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा हैंडलिंग तकनीक है जो हमारे लिए उपलब्ध है दूसरा इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स चीज़ों का इंटरनेट है इसलिए IoT की दुनिया में वे सेंसर जो विभिन्न उपकरणों और मशीनों से जुड़े होते हैं वे बहुत सारे डेटा उत्पन्न करते हैं सेंसर इस डेटा को इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ सर्वरों तक पहुंचाते हैं और इन डेटा को वे या तो बैक एंड पर हैंडल कर सकते हैं या ये डेटा स्थानीय रूप से या मध्यवर्ती परत में कहीं न कहीं अंतरिम रूप से संसाधित किया जाता है इसलिए मोबाइल उपकरण परिवहन सुविधाओं सार्वजनिक सुविधाओं और घरेलू उपकरणों से निरंतर डेटा अधिग्रहण करना IoT की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और IoT में उत्पन्न होने वाले डेटा को तदनुसार नियंत्रित किया जाना है डाटा सेंटर मूल रूप से मौजूद डेटा को प्रबंधित करने डेटा को इन डेटा केंद्रों में उत्पन्न करने डेटा को स्टोर करने जैसे कार्य करते हैं ये जो डाटा हैं उन्हें दोहराया जाना है उन्हें बैकअप देना होगा उन्हें पर्याप्त नेटवर्क प्रदान करना होगा साथ ही डेटा को संभालने के लिए पर्याप्त नेटवर्क अवसंरचना प्रदान की जानी चाहिए और इस डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है ताकि व्यवसाय के संचालन में समस्याओं का पता लगाया जा सके तो अब यह है कि डेटा उत्पादन से विश्लेषण के लिए कैसे जाता है तो पहले डेटा उत्पन्न होता है फिर डेटा के डेटा भंडारण का अधिग्रहण होता है और अंत में डेटा का विश्लेषण होता है इसलिए एंटरप्राइज़ सिस्टम से डेटा के उत्पादन के संदर्भ में डेटा बायोमेडिकल डिवाइस और विभिन्न अन्य उपकरणों से IoT सिस्टम से उत्पन्न किया जा सकता है जिनमें से सभी डेटा के अधिग्रहण के बाद अधिग्रहण के संदर्भ में डेटा के अच्छे स्रोत या जनरेटर हैं डेटा एकत्र किया जा सकता है डेटा प्रीप्रोसेस किया जाता है और फिर डेटा को संग्रहीत करना पड़ता है हमारे पास अलग अलग प्रौद्योगिकियां होती हैं ऐसा करने के लिए हमारे पास डेटा भंडारण के लिए हडूप तकनीक है तथा डेटा मैपरेडूस नोएसक्यूएल डेटाबेस है और अंत में उनका विश्लेषण किया जाना है इसलिए इसके लिए हमारे पास ब्लूम फ़िल्टर समानांतर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियाँ हैशिंग मैकेनिज़्म इंडेक्सिंग मैकेनिज़म आदि हैं डेटा के विभिन्न स्रोतों में उद्यम डेटा IoT डेटा बायोमेडिकल डेटा और खगोल विज्ञान परमाणु अनुसंधान कम्प्यूटेशनल जीव विज्ञान आदि अन्य क्षेत्र के डेटा शामिल हैं अब डाटा अधिग्रहण की बात आती है जो ध्वनि सेंसर ध्वनि कंपन ऑटोमोबाइल रासायनिक वर्तमान मौसम दबाव तापमान वगैरह वगैरह से सेंसर से डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न रिकॉर्ड गतिविधियों की लॉग फ़ाइलों से डेटा संग्रह की चिंता करता है इसलिए डेटा एकत्र किए जाने के बाद उन्हें प्रसारित करना होगा इसलिए डेटा एकत्र करने के बाद डेटा को आगे की प्रक्रिया और विश्लेषण के लिए एक भंडारण प्रणाली में स्थानांतरित करना होगा इसलिए डेटा ट्रांसमिशन को डेटा सेंटर नेटवर्क ट्रांसमिशन और इंट्रा डेटा सेंटर नेटवर्क ट्रांसमिशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है फिर पहले से एकत्रित यह डेटा शोर दोहराव असंगति वगैरह से पीड़ित होगा इसलिए इन्हें हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इन आंकड़ों को प्रीप्रोसेस किया जाना है रिलेशनल डेटा को प्रीप्रोसेस करना है मुख्य रूप से डेटा इंटीग्रेशन क्लीनिंग का अनुसरण करता है और विभिन्न स्रोतों से डेटा का दोहराव न्यूनीकरण इंटीग्रेशन संयोजन कर रहा है और उपयोगकर्ताओं को एक समान दृश्य के साथ एक जानकारी प्रदान कर रहा है डेटा की अशुद्धि को दूर करने के लिए डेटा की गलतियाँ अपूर्णता और अनुचित व्यवहार को हटाने और फिर डेटा को संशोधित करने या इन समस्याओं को हटाने या इन डेटा को एक साथ हटाने के लिए डेटा की डेटा सफाई आवश्यक है अब अधिग्रहण के बाद डेटा को संग्रहीत करना पड़ता है डेटा को फ़ाइल सिस्टम या डेटा बेस में संग्रहीत किया जा सकता है इसलिए अगर हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं तो SQL काफी अच्छा है हालाँकि जिस तरह के डेटा का प्रदर्शन किया जाता है उसके बाद असंरचित डेटा जो इन NoSQL को प्रदर्शित करता है बहुत उपयोगी है NoSQL मूल रूप से 3 विभिन्न प्रकार के डेटाबेस का उपयोग करता है एक प्रमुख मूल्य डेटाबेस है दूसरा स्तंभ उन्मुख डेटाबेस है और तीसरा दस्तावेज़ उन्मुख डेटा बेस है तो यह डेटा हैंडलिंग के विभिन्न पहलुओं को संभालने वाले डेटा के बारे में है कि इस तरह के डेटा को संभालने के लिए हमारे पास क्या तकनीक है हमारे पास हडूप तकनीक है जो हमारे पास है तो हडूप क्या है यह मूल रूप से कंप्यूटर के बड़े समूहों में बड़े डेटासेट के प्रसंस्करण के लिए एक सॉफ्टवेयर ढांचा है यह Google के GFS और MapReduce के लिए एक खुला स्रोत कार्यान्वयन है GFS मूल रूप से Google फ़ाइल सिस्टम है और MapReduce apache Apache Hadoops MapReduce और Hadoop वितरित फ़ाइल सिस्टम जिसे संक्षेप में HDF कहा जाता है क्योंकि HDFs में विभिन्न घटक होते हैं जो मूल रूप से क्रमशः GFS Googles MapReduce और GFS पूर्ण फ़ाइल सिस्टम से प्राप्त होते हैं तो ये Hadoop के निर्माण ब्लॉक हैं कॉमन Hadoop HDFs Hadoop वितरित फाइल सिस्टम है और MapReduce और YARN है जिनके बारे में आगे विस्तार से वर्णन करेंगे हम सिर्फ HDFs के Hadoop वितरित फ़ाइल सिस्टम को देखेंगे तो HDFs में जो मूल रूप से Hadoop में महत्वपूर्ण बात है तो HDFs में 2 अलग अलग प्रकार के नोड्स हैं नेम नोड है और डेटा नोड है तो नेम नोड एक केंद्रीकृत नोड है जो डेटा और डेटा नोड को संग्रहीत करने वाली विभिन्न फ़ाइलों के बारे में मेटाडेटा जानकारी रखता है एक वितरित नोड है जो वास्तविक डेटा को फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत करता है जो फिर से ब्लॉक में विभाजित होते हैं और इनमें से प्रत्येक ब्लॉक की प्रतिकृति होती है और यह वही है जो इस विशेष आकृति में यहाँ दिखाया गया है तो आप यहाँ जो देख रहे हैं ये ब्लॉक के प्रतिकृति के साथ डेटा नोड्स हैं और यह नेम नोड है इसलिए नेम नोड में मेटाडेटा है और डेटा नोड्स में वास्तविक डेटा है और ये डेटा नोड ब्लॉक में खंडित हैं और इन ब्लॉकों को दोहराया गया है और परिणामस्वरूप Hadoop HDFs में डेटा के भंडारण में अधिक विश्वसनीयता है इसलिए हमारे पास नेम नोड है जो फ़ाइल सिस्टम मेटा डेटा को संग्रहीत करता है और डेटा नोड जो वास्तविक डेटा संग्रहीत करता है अब हमारे पास ये जॉब और जॉब ट्रैकर भी हैं जॉब ट्रैकर मूल रूप से नेम नोड के साथ चलता है यह उपयोगकर्ताओं को जॉब देता है और यह तय करता है कि कितने कार्य चलेंगे और जॉब ट्रैकर मूल रूप से प्रत्येक डेटा नोड पर चलता है जॉब ट्रैकर से कार्य प्राप्त करता है और यह हमेशा जॉब ट्रैकर के साथ संचार में रहता है और प्रगति की रिपोर्ट देता है इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि हमारे पास जॉब ट्रैकर है और ये अलग अलग कार्य हैं जिन्हें टास्क ट्रैकर के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है तो हमारे पास नेम नोड पर चलने वाला जॉब ट्रैकर और डेटा नोड पर चलने वाला कार्य ट्रैकर है तो यहाँ हम देखते हैं कि हडूप में मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या है तो हमारे पास इस तरह की चीज है जिसका नाम नेम नोड है जो मेटाडेटा नेम नोड से संपर्क करता है और फिर हमारे पास ये अलग अलग डेटा नोड हैं इस नेम नोड में जॉब ट्रैकर और नेम नोड की जानकारी है और यह नेम नोड मूल रूप से डेटा नोड को इंगित करता है जो स्थापित किया गया है और फिर हमारे पास MapReduce है तो नक्शा इसलिए हमारे पास टास्क ट्रैकर है जो मूल रूप से जॉब ट्रैकर के साथ जुड़ा हुआ है जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर तो जॉब ट्रैकर नेम नोड से संबंधित है डेटा नोड कार्य ट्रैकर के साथ जुड़ा हुआ है तो जॉब ट्रैकर MapReduce लेयर में नेम नोड HDFs लेयर में टास्क ट्रैकर MapReduce लेयर में डेटा नोड में HDFs लेयर में और इसी तरह आगे भी तो यह आर्किटेक्चर हडूप में मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है इसलिए इसके साथ हम फ़ाइल हैंडलिंग पर चर्चाओं के अंत में आते हैं और विशेष रूप से फ़ाइल हैंडलिंग और डेटा विश्लेषण पर इस व्याख्यान की फ़ाइल हैंडलिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यहाँ इनमें से कुछ संदर्भ हैं और इसके साथ ही हम समाप्ति की ओर जाते हैं और इसलिए हमने जो चर्चा की है कि डेटा हैंडलिंग कैसे महत्वपूर्ण है डेटा के विभिन्न स्रोत क्या हैं डेटा को कैसे संभाला जाना है और Hadoop और इसके विभिन्न घटकों को डेटा को संभालने के लिए एक सहायता के रूप में लिया जा सकता है जिसमें बिग डेटा की विशेषताएं हैं यह IoT सिस्टम से उत्पन्न डेटा हो सकता है इस प्रकार के डेटा को संभालने के लिए Hadoop का उपयोग कैसे किया जा सकता है यह हमने समझा है